हमने शंट एक्साइटेड डीसी मशीन की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को देखा इसके बाद हमने कंपाउंड मशीन देखी यह देखा कि कैसे थोड़ा सा सुधार करके हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक मिलती है मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप याद करें तो हमने कुछ इस तरह से मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक को बनाया था और फील्ड कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से बनाई थी जब यह दोनों आपस में मिलती है वह नॉरमल कंडीशन में ऑपरेटिंग प्वाइंट कहलाता है और हमने इसे Eg कहा था और यह If है जैसा हमने पहले भी कहा था और इसके बाद जब मैंने एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किया तब मुझे Vt लेना चाहिए था जो वास्तव में Eg नहीं है यह फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज है तो जो हमने कल प्लॉट किया था वह इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक थी उसे इंटरनल कैरेक्टरस्टिक्स कहते हैं इंटरनल कैरेक्टर स्टिक बताती है की Eg वर्सेस Ia क्या है Ia आर्मेचर करंट है जो इंटरनल करंट है और Eg इंटरनली जनरेट हुई वोल्टेज है तो हमने इन वोल्टेजेस को देखा था अगर आप देखें तो यह वोल्टेज कुछ इस तरह से हैं दूसरी वोल्टेज कुछ इस तरह से तीसरी वोल्टेज इस तरह से चौथी वोल्टेज इस तरह से और आगे इसी तरह यह लगातार इस तरह से चलेगा इसके बाद हमने वह प्लॉट किया जिनकी वैल्यू हमारे पास उपलब्ध थी अगर हम इस पॉइंट को यहां देखें यह IaRa ड्रॉप है जो हमारे पास उपलब्ध है और इसी तरह से अगर मैं दूसरा पॉइंट देखें यह IaRa ड्रॉप यहां पर उपलब्ध है अगर हम इसे इस तरह देखें तो यह Eg नोट Eg1Eg2 और इसी तरह से बाकी पॉइंट्स है इसी के अनुरूप मुझे यहां पर 0 Ia मिलेगा यहां पर Ia की एक छोटी वैल्यू होगी तो मैं इसे कुछ इस तरह से प्लॉट कर लूंगा इसके बाद यहां Ia अधिक है तू हमें इसे यहां इस तरीके से लेना है और आगे ऐसे ही लेंगे तो हमारे पास लगातार बढ़ता हुआ करंट होगा और कुछ समय बाद कुछ समय के बाद हम यह देख पाएंगे कि Ia काफी बढ़ जाएगा जबकि अगर हम दूसरी वोल्टेज देखते हैं यह वाली हमारे पास कुछ इस तरह का होगा यहां पर IaRa ड्राप उतना अधिक नहीं है जितना मुझे यहां पर मिल रहा है यहां पर यह अधिक है जबकि अगर हम यहां देखते हैं तो यह थोड़ा कम हो रहा है इसका मतलब यह है कि यह कम हो रहा है अगर हम Eg वर्सेस Ia प्लॉट करते हैं इस इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं जबकि अगर हम IL वर्सेस Vt प्लॉट करते हैं तो इसे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं ठीक जबकि Eg वर्सेस Ia इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है ध्यान दीजिए कि इस ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए यह Eg है और यह Vt है यहां पर एक अंतर है यह डिफरेंस बहुत बड़ा है इसका मतलब यह है कि निश्चित तौर पर हमको बहुत कम Vt उपलब्ध होगा Eg की तुलना में क्योंकि IaRa वह ड्रॉप है जो इंटरनली हो रहा है हमने यहां पर एक भारी गिरावट देखी है इसी से हमें आर्मेचर करंट के बारे में पता चलता है यह वैल्यू है जो टर्मिनल वोल्टेज के अनुरूप है तो इस केस के लिए टर्मिनल वोल्टेज यह है अगर आप Eg को यहां देखते हैं तो Vt यहां है तो निश्चित तौर पर Vt बहुत कम होगा हमारे पास Vt मौजूद है जो वास्तव में आउटपुट के तौर पर बाहर आ रहा है जो फील्ड के एक्रॉस लग रहा है यह Rf है यहां हमारे पास IfRf होगा और यहां पर हमारे पास लोड होगा यहां पर हमारे पास Vt होगा और Vt डिवाइडेड बाय IL RL के बराबर होगा तो यह RL है यह IL है और IL लगभग Ia के बराबर है हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि If पूरे करंट का बहुत बहुत कम प्रतिशत होता है जो आर्मेचर द्वारा सप्लाई किया जाता है क्योंकि Rf की वैल्यू काफी अधिक होगी इसलिए मैं यह मान सकता हूं कि Ia लगभग IL बराबर है लेकिन हम निश्चित तौर पर यह नहीं मान सकते कि Eg Vt के बराबर है यही कारण है कि मैं यहां पर यह सुधार करना चाह रहा हूं कोई भी प्रश्न क्योंकि मैं बहुत सारे क्रोस्टॉक सुन रहा हूं यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया इसे यहां पूछें धन्यवाद शंट एक्साइटेड जनरेटर इसीलिए इतना काफी है तो फिर से कंपाउंड जनरेटर के कैरेक्टरस्टिक को याद करते हैं जिसे हमने बनाया था मूल रूप से हम यहां लोड करें या आर्मेचर करंट को देख रहे हैं इनमें से कोई भी एक ठीक है और हम यहां पर Vt टर्मिनल वोल्टेज को देख रहे हैं तो अगर मैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कहता हूं तो हमारे पास कुछ इस तरह की कैरेक्टर स्टिक होनी चाहिए लेकिन अगर मैं शंट जेनरेटर की कैरेक्टर स्टिक्स को देख रहा हूं या मान लीजिए सेपरेटली एक्साइटिड जनरेटर की तब हमारे पास यहां इस तरह का ड्रॉप होगा तो यह मूल रूप से शंट है सीरीज नहीं है इसमें सीरीज वाइंडिंग नहीं है यह आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन अगर मैं कंपनसेशन दे रहा हूं सीरीज वाइंडिंग की सहायता से जो वास्तव में मौजूद संपूर्ण फ्लक्स को बढ़ाएगा क्योंकि संपूर्ण फ्लक्स फाइ शंट प्लस फाइ सीरीज के बराबर है मैं यहां और अधिक फ्लक्स दे सकता हूं जिससे यह वोल्टेज काफी बढ़ जाएगा इसे हम ओवर कंपाउंडिंग कहेंगे जबकि हमारे पास यहीं कहीं पर शंट कॉन्फ़िगरेशन और आइडियल कॉन्फ़िगरेशन या लेवल कॉन्फ़िगरेशन के बीच में भी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो सकती हैइसे हम अंडर कंपाउंडिंग कहेंगे जब कि अगर हमारे पास ऐसा कंपनसेशन है जिसके द्वारा यह लगभग आइडियल कैरेक्टर स्टिक के करीब पहुंच रही है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के काफी करीब पहुंच जाती है जिससे वास्तव में टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट बना रहता है यह उस लोड पर भी निर्भर नहीं करता जो हम मशीन पर दे रहे हैं ऐसी स्थिति में हम इसे लेवल या फ्लैट कंपाउंडिंग कहते हैं तो यह तीनों स्थितियां क्यूम्यूलेटिवली कंपाउंडेड जेनरेटर की श्रेणी में आती है तो क्यूम्यूलेटिवली कंपाउंडेड जनरेटर यह दर्शाता है कि सीरीज और शंट कंफीग्रेशन एक दूसरे की सहायता करते हैं यह एक दूसरे के सहायक होती है जबकि आखरी वाले में जो डिफरेंशियल कंपाउंडेड था उस स्थिति में हमने देखा कि वोल्टेज 0 पर पहुंच जाती है क्योंकि हम यह देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सीरीज फील्ड पूरी तरह से शंट फ्लक्स को खत्म कर देगी जिसके कारण ओवरऑल वोल्टेज जो इससे जनरेट होना चाहिए वह जीरो पर आ जाएगा इसे हम डिफरेंशियल कंपाउंडिंग कहते हैं यह मूल रूप से डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर केवल एक ही जगह प्रयोग में लाया जाता है वह एक इस्तेमाल है वेल्डिंग वेल्डिंग के दौरान जब हम काम करने वाली चीज पर इलेक्ट्रोड लगाते हैं उस स्थिति में हमें एक डेड शार्ट सर्किट की कंडीशन देखने को मिलती है तो अगर हमें डेड शार्ट सर्किट मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में भी हम नहीं चाहते कि हमारा करंट बहुत ही अधिक वैल्यू तक बढ़ जाए तो यह मूल रूप से आपको शार्ट सर्किट की कंडीशन दिखाता है यह शार्ट सर्किट कंडीशन है तो ऐसी स्थिति में जब शॉर्ट सर्किट हो गया है जहां हम चाहते हैं कि हम करंट को नियंत्रित कर सके और शार्ट सर्किट का मतलब होता है वोल्टेज जीरो है ऐसी स्थिति में यह हमारे लिए सहायक है क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए की करंट एक निश्चित लिमिट से ऊपर ना जाए उसके लिए हमें किसी तरह के विशेष कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो वेल्डिंग जनरेटर की स्थिति में हम डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का उपयोग कर सकते हैं यह सही से काम करता है जब काम होने वाली चीज और इलेक्ट्रोड आपस में जुड़ते हैं वह शार्ट सर्किट की स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें करंट सीमित होता है क्योंकि वोल्टेज अपने आप ही नियंत्रित हो जाती है अगर हम डिफरेंस डिफरेंशियली जनरेटर का उपयोग कर रहे हैं हालांकि अन्य उपयोगों के लिए सामान्य तौर पर क्यूम्यूलेटिवली कंपाउंडेड जेनरेटर का इस्तेमाल होता है अगर हम बात करें कि वोल्टेज को कांस्टेंट वैल्यू पर बनाए रखना है या हम चाहते हैं कि वोल्टेज में थोड़ी बढ़ोतरी आए जब मशीन लोड की जाती है या इसी तरह से अन्य और चीजें तो सामान्य तौर पर जनरेटर की कैरेक्टरस्टिक्स चित्रित करने के लिए अधिकांश समय फील्ड एक्साइटेशन जो मेन फील्ड एक्साइटेशन है उसे कांस्टेंट रखा जाता है सामान्य तौर पर हम If शंट को नहीं बदलते से हम कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं और प्राइम मूवर के उम्मीदों को भी कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं इन दोनों चीजों को हम कांस्टेंट इसलिए रखते हैं क्योंकि हम जनरेटर की वह क्षमता को देखना चाहते हैं कि वह दी गई वोल्टेज और दी गई पावर या करंट को जनरेट कर सकता है जब हम इन दोनों चीजों को कांस्टेंट रखते हैं ऐसा तब होता है जब हम एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखते हैं और जब स्पीड को भी कांस्टेंट रखा जाता है यह समझिए की स्पीड प्राइम मूवर की कैरेक्टरिस्टिक है और हम यहां पर प्राइम मूवर की टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं वह जनरेटर हैइसलिए हम प्राइम मोबाइल की कैरेक्टरिस्टिक पर ध्यान नहीं देंगे हम स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे हम इस बात पर ध्यान देंगे कि हमारा जनरेटर एक तय की गई स्पीड पर कैसी प्रतिक्रिया देता है तो सामान्य तौर पर जब मैं जनरेटर की कैरेक्टर स्टिक बनाता हूं तब मैं इन दोनों चीजों को कांस्टेंट रखूंगा फील्ड एक्साइटेशन को हम कांस्टेंट रखेंगे जिसे हम रेटेड एक्साइटेशन करेंगे मैंने रेटेड एक्साइटेशन को पहले ही परिभाषित किया है रेटेड एक्साइटेशन फील्ड करंट की वह विशेष वैल्यू है जिस पर हमारी मशीन रेटेड वोल्टेज उत्पन्न करती है ठीक इसके साथ वह स्पीड जो रेटेड स्पीड या दी गई स्पीड है जो भी स्पीड दी गई होगी वह उसकी रेटेड वैल्यू होगी तो इसे हम रेटेड एक्साइटेशन कहते हैं इसलिए मैं फील्ड करंट मुख्य तौर पर शंट फील्ड करंट को रेटेड वैल्यू पर रखूंगा ठीक अब अंत में हम सीरीज जनरेटर की चर्चा करेंगे जो बहुत कम उपयोग में लाया जाता है यह शायद ही इस्तेमाल में लाया जाता है लेकिन इस चर्चा को पूरी करने के लिए हम इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि यह एक मोटर की तरह इस्तेमाल होता हैसामान्य तौर पर सीरीज मोटर का उपयोग बहुत सी जगह पर होता है लेकिन सीरीज जनरेटर के तौर पर शायद ही यह उपयोग में लाया जाता है आप इसके बारे में सोच सकते हैं जहां तक सीरीज जनरेटर की बात है हमारे पास फील्ड यहां पर होगी और हम यहां पर लोड कनेक्ट करेंगे ठीक अगर हमारे पास यहां पर कोई लोड नहीं है तो फील्ड करंट भी नहीं होगा अगर फील्ड करंट नहीं है तो हमें रेसीडुएल मैग्नेटिज्म के अनुरूप वोल्टेज मिलेगी जो उतनी अधिक नहीं होगी तो सीरियस जनरेटर की ओपन सर्किट कैरेक्टर स्टिक बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि अगर हम इसे ओपन सर्किट रखते हैं हमारे पास फील्ड करंट का सवाल उठता है अगर फील्ड करंट नहीं है तो मैं कोई भी करैक्टेरिस्टिक चित्र नहीं कर सकता इसका कोई मतलब नहीं रह जाता यही कारण है कि अगर मैं इस सीरीज़ फील्ड को S1 S2 कहता हूं उस स्थिति में मैं S1 S2 को सेपरेटली एक्साइड करूंगा ताकि हम ओपन सर्किट करैक्टर स्टिक बना सके केवल यही तरीका है जिससे हम सीरीज जनरेटर की ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक चित्रित कर सकते हैं इसके लिए मैं सबसे पहले S1 S2 को सेपरेटली एक्साइटिड करूंगा अलग अलग फील्ड करंट देंगे और देखेंगे कि आर्मेचर पर क्या वोल्टेज जनरेट होती है तो हम यहां पर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा प्लस माइनस DC वोल्ट मीटर स्वाभाविक है कि मैं डीसी वोल्ट मीटर को प्लस माइनस कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लूंगा जो हमें फील्ड करंट की अलग अलग वैल्यू स्वर वोल्टेज की वैल्यू बताएगा हमें यहां पर क्या मिलेगा की आर्मेचर पर क्या वोल्टेज जनरेट हो रही है लेकिन एक चीज जिसके बारे में हमें सावधान रहना है क्योंकि सीरीज फील्ड हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होगी हमारे पास Ra और Rf तुलनात्मक होंगे जो सीरीज में कनेक्ट होंगे हमारा यह मतलब है कि अगर आर्मेचर रसिस्टेंस 02 ohms या 03 ohms है सीरीज फील्ड रसिस्टेंस भी 02 ohms या 03 ohms से अधिक नहीं होगा क्योंकि इसे भी सामान करंट लेना होगा जो आर्मेचर करंट के बराबर है लेकिन हो सकता है कि हम 220 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो हमारे पास हमारी लैबोरेट्री में या जिस औद्योगिक वातावरण में हम काम कर रहे हैं वहां अन्य कोई और सप्लाई मौजूद ना हो तो अगर हम ओपन सर्किट करैक्टेरिस्टिक टेस्ट करना चाहते हैं हमें निश्चित तौर पर 220 वोल्ट अप्लाई करना होगा और अगर मैं 220 वोल्ट 02 ohm के रसिस्टेंस पर अप्लाई करता हूं बहुत अधिक मात्रा में करंट प्रवाहित होगा हम ऐसा नहीं कर सकते ध्यान दीजिए कि इसमें बैक EMF या जनरेटर EMF भी मौजूद होगा अगर मैं इसे एक मोटर की तरह देख रहा हूं तो अगर मैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग को देखता हूं सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर करंट आर्मेचर रसिस्टेंस के साथ साथ लोड रसिस्टेंस को हम साथ में रखें तो हम देखेंगे कि यह करंट को सीमित कर रहे हैं तो Eg डिवाइडेड बाय R सीरीज प्लस Ra प्लस RL यह सभी आपस में सीरीज में आ रहे हैं जो एक साथ करंट को सीमित कर रहे हैं अगर मैं सीधे सीधे 220 वोल्ट सीरीज फील्ड वाइंडिंग में अप्लाई करता हूं हमारे पास कुछ भी नहीं होगा जो करंट को सीमित करें इसलिए मुझे आवश्यक रूप से और एक्सटर्नल रसिस्टेंस को शामिल करना है जब तक कि मैं एक्सटर्नल रसिस्टेंस को शामिल नहीं करता हूं हम यह देखेंगे कि सीरीज फील्ड में अत्यधिक करंट प्रवाहित होगा बहुत बहुत बड़ी मात्रा में करंट इसलिए यह निश्चित रूप से एक व्यवहारिक विकल्प नहीं है कि सीरीज फील्ड में सीधे 220 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट करें इसलिए मुझे एक्सटर्नल रसिस्टेंस को कनेक्ट करने की आवश्यकता है तो हमारे पास यह करंट होगा जो सीरीज फील्ड सर्किट में प्रवाहित होगा इस करंट को हम Ifs कहते हैं सीरीज फील्ड करंट तो इस करंट को मैं एक्सटर्नल रसिस्टेंस द्वारा नियंत्रित कर सकता हूं और इसके द्वारा हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को बनाने में सक्षम हो सकेंगे तो OCC के एक तरफ Ifs होगा और दूसरी तरफ Eg होगा तो यह Eg है हमें जो यहां मिल रहा है वह Eg है तो इससे हमें ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो यह कुछ इस तरह का दिखाई देगा इस कैरेक्टरस्टिक के बाद हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि Ifs और Ifshunt की तुलना कर सके Ifshunt 01 02 03 amperes हो सकता है जबकि Ifseries 1 ampere 2 ampere 3 ampere हो सकता है आप यह समझिए कि क्योंकि सीरीज फील्ड में आर्मेचर करंट प्रवाहित होता है जिसकी वैल्यू कुछ amperes में होती है और आर्मेचर रसिस्टेंस संयम थी 01021 होता है जो वास्तव में पावर उत्पन्न करता है जबकि शंट फील्ड का रसिस्टेंस 150 ohms या 200 ohms होता है अगर मैं 220 वोल्ट अप्लाई करता हूं 220V डिवाइडेड बाय 200 ohms हमें बहुत कम करंट मिलेगा इसलिए आम तौर पर अगर मैं If शंट देखता हूं तो यह केवल 01 या 05 एम्पीयर के क्रम का होगा जबकि If series कुछ 10 एम्पीयर के क्रम का होगा यदि यह एक बड़ी मशीन तो यह कुछ 100's एम्पीयर में होगा यह मशीन की रेटिंग पर निर्भर करता है इसलिए यहां करंट की छोटी वैल्यू वाली नहीं होगी तो यह स्पष्ट है कि करंट 10s एम्पीयर के क्रम में होगा जब हम शंट फ़ील्ड में ओपन सर्किट करैक्टेरिस्टिक्स को चित्रित करते हैं तो आप हमेशा करंट वैल्यू को लगभग 01 02 पर देखेंगे तो कम रेंज वाले मीटर जनरेटर की शंट फील्ड पर इस्तेमाल होंगे और अधिक रेंज वाले मीटर जनरेटर की सीरीज फील्ड कॉइल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे तो यह सीरीज जनरेटर का OCC है तो चलिए अब हम फिर से एक्सटर्नल करैक्टेरिस्टिक्स को देखते हैं हमारे पास यह OCC मौजूद है यह Eg है और यह हमारा Ifs है हम कह सकते हैं कि वास्तव में यह Ia होगा जब हम इसे सीरीज जनरेटर की तरह कनेक्ट करेंगे अब हम सीरीज जनरेटर को कनेक्ट करते हैं जो फील्ड के साथ सीरीज में होगा और इसके बाद हम यहां पर लोड को कनेक्ट करेंगे यह RL है अगर मैं इसे प्लस और इसे माइनस कहता हूं हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज Vt इस तरह से यहां पर होगा यहां पर हमारे पास Ra और यहां Rfs होगा अगर हम यहां देखें की ड्राप क्या है और टर्मिनल वोल्टेज क्या है टर्मिनल वोल्टेज होगा Eg माइनस Ia मल्टीप्लायड बाय Ra प्लस Rfs तो यह कुछ इस तरह से होगा हमारे पास कुछ इस तरह की लाइन होगी जो मैं यहां चित्र कर रहा हूंमैं यहां पर एक लाइन चित्रित कर रहा हूं जो वास्तव में Ia मल्टीप्लायड बाय Ra प्लस Rfs है यह साफ है कि इस लाइन का स्लोप Ra प्लस Rfs जो सीरीज फील्ड रसिस्टेंस प्लस आर्मेचर रसिस्टेंस मिलाकर है अब जो कुछ भी बचेगा यह टर्मिनल वोल्टेज होगी यह हमें टर्मिनल वोल्टेज के रूप में उपलब्ध होगा तो यह हर पॉइंट पर Vt होगा ओपन सर्किट करैक्टेरिस्टिक्स और फील्ड रसिस्टेंस और आर्मेचर रसिस्टेंस लाइन के बीच का अंतर इन दोनों के बीच का अंतर हमें टर्मिनल वोल्टेज देगा तो हमें इस तरह से हर पॉइंट पर टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी यह Vt1 है यह Vt2 है और इसी तरह से बाकी सभी तो हमें इस तरह से टर्मिनल वोल्टेज मिलेंगी तो अगर हम एक्सटर्नल करैक्टेरिस्टिक्स प्लॉट करना चाहते हैं हम इसको Ia कहेंगे Ia इक्वल टू IL इक्वल टू If है इनमें कोई अंतर नहीं है ध्यान दीजिए कि यह करंट एक ही है अगर मैं इसको Ia कहूं या इसे If कहो या अगर मैं इसे IL भी कह सकता हूं यह सभी समान है यह सभी सीरीज में है तो निश्चित रूप से सीरीज मशीन के लिए यह एक ही होंगे अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो यह वैल्यू कैसी होगी निश्चित तौर पर यह Eg से कम होगी टर्मिनल वोल्टेज Eg से कम होगी इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होगी और तब हम इसे चित्रित करेंगे निश्चित तौर पर जो एंप्लीट्यूड हमें मिल रहा है वह कम हो जाएगा हमें अधिक से अधिक ड्रॉप देखने को मिलेगा जिसके कारण इसमें गिरावट देखने को मिलेगी इसके बाद वोल्टेज निश्चित रूप से गिर जाएगा क्योंकि Ia बढ़ रहा है जिससे Ia मल्टीप्लायड बाय Ra प्लस Rfs निश्चित तौर पर बढ़ेगा तो जो हमें लोड वोल्टेज पर प्राप्त हो रहा है उस में गिरावट आएगी यह इस तरह से होगा और अगर मेरे पास लोड कैरेक्टरिस्टिक है जो IL मल्टीप्लायड बाय RL है हमारे पास IL मल्टीप्लायड बाय RL की लाइन कुछ इस तरह से होगी यह लोड लाइन है तो इस स्थिति में यह Vt के बराबर होगा जिसे हम यहां पर चित्रित कर रहे हैं तो यह Ia या IL या Ifs है यह तीनों समान है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हम x axis पर इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं तो किसी दिए गए लोड के लिए यह ऑपरेटिंग पॉइंट होगा जहां पर लोड लाइन इस कैरेक्टरस्टिक के साथ मिल रही है वास्तव में यह Vt होगा अगर मेरे पास एक अलग वैल्यू का लोड रसिस्टेंस है हो सकता है कि लोड रसिस्टेंस अधिक हो चलिए हम इसे RL1 कहते हैं अगर हमारे पास एक अलग वैल्यू का लोड रसिस्टेंस है कुछ इस तरीके का जहां पर RL2 लोड रसिस्टेंस है जो RL1 से अधिक है इस स्थिति में वोल्टेज कम होगी तो जैसे जैसे मैं लोड रसिस्टेंस बढ़ा रहा हूं या मैं कम से कम करंट ले रहा हूं सीरीज जनरेटर के लिए हमको ऑपरेटिंग वोल्टेज कम से कम वोल्टेज मिलेगी यह कुछ पॉइंट के बाद कम हो जाएगा क्योंकि अगर मैं ड्रॉप IaRa ड्रॉप को देखता हूं तो Ia मल्टीप्लाई बाय Ra प्लस Rfs का ड्रॉप काफी अधिक होगा सैचुरेटेड वोल्टेज की वैल्यू की तुलना में याद रखिए कि वोल्टेज सैचुरेट होगा यह वोल्टेज सैचुरेट कर रहा है यह बहुत अधिक नहीं बढ़ने वाला है यह एक कांस्टेंट की तरह है जिसमें से Ia मल्टीप्लाई Ra प्लस Rfs को घटा रहे हैं नहीं केवल यहां तक यह बढ़ रहा है यहां तक यह बढ़ेगा मैं यहां पर बढ़ते हुए इस को दिखा रहा हूं जो कुछ समय तक बढ़ेगा इसके बाद यह गिरना शुरू हो जाएगा जी हां आप सही है लेकिन फ्लैट हिस्सा इतना नहीं होगा इसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी प्रोफेसर और छात्र के बीच बातचीत समाप्त होती है आप उनका सवाल समझ गए की वह क्या पूछ रहा है यदि वोल्टेज को फ्लैट दिखाया गया है तो यह सा सुरेशन में चला गया है उसके बाद इसमें तुरंत गिरावट देखी जा सकती है क्योंकि वोल्टेज एक कांस्टेंट है IaRa ड्रॉप लगातार बढ़ रहा है क्योंकि मेरा Ia बढ़ रहा है इसलिए आपके पास कोई फ्लैट हिस्सा नहीं होना चाहिए यह तुरंत गिरना शुरू हो जाएगा इनका यह मतलब है कि मुझे करैक्टरस्टिक कुछ इस तरह से चित्रित करना चाहिए था कि यह बढ़ रहा है और उसके बाद यह गिरना शुरू हो गया है शायद ही इसमें फ्लैट हिस्सा देखने को मिले सीरीज जनरेटर की स्थिति में तो यह हमारी जनरेटर ऑपरेशन की चर्चा को समाप्त करता है जनरेटर की करैक्टेरिस्टिक्स जो डीसी मशीन से जुड़ी है अब हम मोटर्स की तरफ जाएंगे अभी तक हमने क्या देखा कि हम इनपुट पर मैकेनिकल पावर दे रहे हैं जिसका कुछ हिस्सा फ्रिक्शन और वाइनडेज लॉसेस में चला जाता है जो वास्तव में रोटेशनल लॉसेस या मैकेनिकल लॉसेस को प्रदर्शित करता है फ्रिक्शन एंड वाइनडेज लॉसेस जैसा कि मैंने कहा था वाइनडेज का कारण होता है आस पास में मौजूद हवा जो मशीन की गति को बाधित करती है क्योंकि हम मशीन को वेक्यूम में घूमते हुए नहीं देख रहे हैं इसके आसपास हवा मौजूद है इसी को वाइनडेज लॉसेस कहते हैं फ्रिक्शन एंड वाइनडेज लॉसेस मैकेनिकल लॉसेस है इसके बाद जो बचता है जो बचता है वह वास्तव में डीसी मशीन तक पहुंचता है यह डीसी मशीन जो एक जनरेटर के रूप में काम कर रही है वास्तव में मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में परिवर्तित कर रही है जो कि यह कर रही है और आप जानते हैं कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडिया के माध्यम से होता है यह वह माध्यम है जिसके द्वारा यह रूपांतरण संभव हो पाता है यह स्पष्ट है कि इसमें कुछ लॉसेस होंगे एक तरह का लॉस जो सामान्य तौर पर देखा जा सकता है वह है फील्ड सर्किट में If स्क्वायर Rf निश्चित तौर पर कुछ लॉसेस होंगे और मैं इन्हें ठीक ठीक कोर लॉसेस नहीं कह सकता क्योंकि यह वास्तव में कॉपर लॉस है यह फील्ड में मौजूद कॉपर वाइंडिंग के रसिस्टेंस से जुड़ा हुआ है जैसा कि हम जानते हैं कि हम DC भेज रहे हैं फील्ड सर्किट में हिस्ट्रेसिस लॉस और एड्डी करंट लॉस का सवाल नहीं उठता हैइसलिए मैं इससे कोर लॉसेस नहीं कहूंगा यह If स्क्वायर Rf है जो फील्ड सिस्टम मैं मौजूद कॉपर लॉसेस है इसके अलावा हमारे पास आर्मेचर कॉपर लॉस और आर्मेचर में कुछ कोर लॉस होगा तो आर्मेचर में कुछ कोर लॉस होगा यह समझिए कि आर्मेचर में अल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित हो रहा है जो DC करंट नहीं है यही कारण है कि हमें आर्मेचर कोर को लेमिनेट करना होगा तो हमें निश्चित तौर पर आर्मेचर कोर लॉसेज को भी ध्यान में रखना है और इसके साथ साथ आर्मेचर में हो रहे कॉपर लॉसेस को भी लेना है जो Ia स्क्वायर Ra है जो आर्मेचर कोर लॉसेज से अतिरिक्त है अब इसके बाद जो उपलब्ध है वह उपयोगी आउटपुट के रूप में मिलता है यह Vt मल्टीप्लायड बाय IL से मिलता है यह वह उपयोगी आउटपुट है जो टर्मिनल वोल्टेज द्वारा लोड करंट के रूप में उपलब्ध है जो कि उपयोगी आउटपुट पावर है इसलिए यह वास्तव में जनरेटर पावर फ्लो है कि जनरेटर में पावर का प्रवाह कैसे होता है जबकि अगर मैं मोटर को देखता हूं तो मैं यहां मोटर लगाने जा रहा हूं जहां मुझे वास्तव में इनपुट देना होगा Va और Ia इसलिए हमें यहां आर्मेचर वोल्टेज और आर्मेचर करंट को पूरी तरह से देना होगा इसे Ia कहने के स्थान पर हम इसे IL कहेंगे क्योंकि यह टोटल लाइन करंट है जो हम मशीन को देंगे अगर यह शंट मशीन है तो कुछ मात्रा में करंट फील्ड सर्किट को जाएगा कुछ करंट आर्मेचर सर्किट को दिया जाएगा यह बेहतर है कि हम इसे Vt मल्टीप्लायड बाय IL लिखें जिसमें से कुछ हिस्सा संभावित रूप से If स्क्वायर Rf के रूप में लॉस हो जाता है कुछ हिस्सा Ia स्क्वायर Ra के रूप में और कुछ आर्मेचर कोर लॉस के रूप में तो यह सब तरह के लॉसेस जो निश्चित तौर पर होंगे और यह वह लॉसेस है जो तब होंगे जब हम कुछ मात्रा में पावर इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में मशीन को देंगे अब जो अंत में हमें मिल रहा है वह मैकेनिकल पावर आउटपुट है इस बीच क्या खत्म हो रहा है यहां पर वह है फ्रिक्शन एंड विंडएज लॉसेस अब इसके बाद अंत में क्या बचेगा वही हमारी उपयोगी मैकेनिकल आउटपुट है तो यह जो बाहर आ रहा है वह हमारी उपयोगी मैकेनिकल आउटपुट है प्रोफेसर और छात्रों के बीच बातचीत शुरू होती है प्रोफेसर आम तौर पर डीसी मशीन में फील्ड लैमिनेट नहीं होती है और हम हमेशा डीसी करंट देते हैं फील्ड को एक्साइट करने के लिए डीसी करंट तो यहां पर मैं क्या दे रहा हूं वह भी डीसी वोल्टेज है यह डीसी वोल्टेज है और यह डीसी करंट है क्योंकि यह पूरी तरह से डीसी है यहां पर हिस्टैरिसीस नहीं है यहां पर एड्डी करेंट्स भी नहीं है एडी करंट और हिस्टैरिसीस तब सामने आते हैं अगर हमारी फ्लक्स आगे पीछे हो रही हो या हम हिस्टैरिसीस लूप में जा रहे हो जो किसी डीसी मशीन के फील्ड सिस्टम में कभी नहीं होगा आर्मेचर में AC मौजूद है कमयुटेटर और ब्रश हम इसलिए रखते हैं क्योंकि अंदर AC मौजूद है लेकिन जो स्प्लिट रिंग के माध्यम से बाहर आ रहा है वह DC है तो जो अंदर है वह AC है इसलिए इसमें हिस्टैरिसीस लॉस होगा एड्डी करंट लॉस है इसलिए हमने आर्मेचर कोर लॉस लिखा है इसलिए आर्मेचर में कोर लॉस होगा जबकि फील्ड में कोर लॉस नहीं होगा इसलिए यह डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों के संबंध में बुनियादी पावर फ्लो का डायग्राम है इसलिए जब आप एफिशिएंसी की गणना करते हैं तो हम अंत में उपयोगी आउटपुट कहेंगे यह मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम जनरेटर या मोटर के बारे में बात कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट इससे एफिशिएंसी प्राप्त होगी एफिशिएंसी की गणना उस पर निर्भर करती है कि मैं क्या कुल इनपुट दे रहा हूं और क्या उपयोगी आउटपुट हमें मिल रहा है और सामान्य तौर पर रेटिंग उस हिसाब से दी जाती है जो हमारी उपयोगी आउटपुट होती है तो अगर मुझे एक डीसी मशीन दी गई है यह 22kW मशीन है 22KW वह दर्शाता है जो उपयोगी आउटपुट बाहर आएगा लेकिन जब मैं वोल्टेज और करंट रेटेड करेंगे और रेटेड वोल्टेज दे रहा हूं अगर वह एक डीसी मोटर है तो यह स्वाभाविक तौर पर इनपुट को दर्शाता है अगर यह जनरेटर है तो यह आउटपुट को दर्शाता है तो अगर मैं किसी मोटर की वोल्टेज और करंट के बारे में बता रहा हूं तो सीधे तौर पर मैं उसके इनपुट के बारे में कह रहा हूं तो इस जानकारी के साथ हम डीसी मोटर की कॉन्फ़िगरेशन को देखने की कोशिश करते हैं इसलिए हम सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर के साथ शुरू करते हैं तो डीसी फील्ड वाइंडिंग के लिए हमारे पास सेपरेट एक्साइटेशन मौजूद है यह आर्मेचर है मैं वास्तव में एक वोल्टेज सप्लाई को जोड़ रहा हूं जो कि Va है मैं इसे पॉजिटिव कहूंगा इसे नेगेटिव लेंगे तो मैं इस दिशा में करंट इनपुट कर रहा हूं मैं इसे Ia कहूंगा फील्ड अलग से एक्साइट की गई है तो फिर एक अलग सप्लाई से जुड़ी हुई होगी जिसमें फील्ड रसिस्टेंस होगा जो बदलने में सक्षम होगा तो यह Rexternal है और यह If होगा और मैं यहां क्या करेक्ट कर रहा हूं वह Vf है सभी संभावित क्षेत्रों में जैसे कि लैबोरेट्री हमारे पास Vf और Va समान होंगे जो 220V होगी तो नियम के तौर पर हमारे पास Rf बहुत अधिक होना चाहिए क्योंकि इसी से ही If कुछ 1 A या उससे कम तक किया जा सकता है तो मूल रूप से Rf बहुत अधिक होगा हमारे पास Vf डिवाइडेड बाय Rexternal प्लस Rf If के बराबर होगा जो फील्ड करंट है हमारे पास यहां Ia होगा जो यहां से प्रवाहित होगा और स्वाभाविक तौर पर लोड शाफ्ट के माध्यम से DC मोटर से जुड़ा हुआ होगा तो हमारे पास मैकेनिकल लोड होगा जो इससे जुड़ा हुआ होगा प्रोफेसर और छात्रों के बीच बातचीत शुरू होती है प्रोफेसर अगर मैं किसी कारण से इसे और कम करना चाहता हूं अगर मैं किसी कारण करंट को कम करना चाहता हूं जब हम डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल को देखेंगे तब हम यह देखेंगे कि हम फील्ड में कुछ बदलाव कर सकते हैं यह समझें कि IF फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होने वाला है इसलिए यदि यह फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है तो टॉर्क phi मल्टीप्लाई बाय Ia के प्रफेशनल होता है जैसा कि हमने कहा था इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि यह लगभग एक कांस्टेंट मल्टीप्लायड बाय If मल्टीप्लायड बाय Ia के बराबर है प्रोफेसर और छात्र के बीच बातचीत समाप्त होती है तो अगर मैं टॉर्क को नियमित करना चाहता हूं इसके लिए हो सकता है कि मुझे फील्ड करंट या आर्मेचर करंट को नियमित करना पड़े जब भी हम टॉर्क कंट्रोल चाहते हैं तो हो सकता है कि हम आर्मेचर करंट या फील्ड करंट को एडजस्ट करें तो यह मूल रूप से हमें कहता है कि इससे जुड़ा एक प्रकार का कंट्रोल ऑपरेशन है जो हम डीसी मोटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसे एक निश्चित टॉर्क की वैल्यू पर ला सकता है किसी निश्चित दी गई करंट के माध्यम से और इससे हम निश्चित स्पीड की वैल्यू पर आ सकते हैं एक और ऐसी इक्वेशन थी जो हमने सामान्य DC मशीन के लिए लिखी थी E phi मल्टीप्लाई ओमेगा के प्रोपोर्शनल होता है तो मैं इसे लगभग लिख सकता हूं इक्वल टू K मल्टिप्लाई If मल्टिप्लाई ओमेगाजो हमें यह बताती है कि हम स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं यदि हम वोल्टेज को एडजस्ट कर सके जो वास्तव में बैक EMF है अब हम इलेक्ट्रिकल इक्वेशंस लिखेंगे कुछ इक्वेशंस हमें पहले से ही पता है अब मैं इलेक्ट्रिकल इक्वेशन लिखूंगा एक इलेक्ट्रिकल इक्वेशन हमने पहले ही लिख दी है अब हम कह सकते हैं कि Va इक्वल टू IaRa लेकिन हमारे पास बैक EMF मौजूद होगा हमें पसंद हो या ना हो लेनज़ लो के अनुसार यह बैक EMF हमारी वोल्टेज का प्रतिरोध करेगा हमारे पास बैक EMF इस तरह का होना चाहिए जिसमें यहां पर पॉजिटिव हो और यहां पर नेगेटिव ताकि यह एक दूसरे के सीरीज में ना हो और जुड़ जाए बल्कि यह एक दूसरे का विरोध करें तो Eb और Va सीरीज में एक दूसरे के विरुद्ध होंगे आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे पास आर्मेचर में स्थित कंडक्टर है और हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब यह हर स्थिति में एक बहुत अधिक मात्रा में करंट लेगा अगर इसे हम नियंत्रित नहीं करते तो यह एक अधिक मात्रा का करंट लेगा और उसके अनुसार टॉर्क जनरेट करेगा जिससे यह घूमने लगेगा जब यह घूम रहा है यही कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आ रहा है और घूम रहा है इसमें EMF उत्पन्न होगा और इस इंड्यूस्ड EMF को हम बैक EMF या काउंटर EMF कहते हैं इस काउंटर EMF को लागू वोल्टेज पर हावी नहीं किया जा सकता है यदि यह लागू वोल्टेज पर हावी हो रहा है तो यह मशीन की पूरी क्रिया को बंद कर देगा इसमें कोई करंट नहीं होगा इसलिए जरूरी है कि यह वोल्टेज अप्लाई की गई वोल्टेज से थोड़ी कम हो तो यह किस मात्रा में कम होगी यह इससे IaRa कम होगा तो हमारे पास Va इक्वल टू Eb यह वास्तव में वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है जो लगाई गई वोल्टेज को प्रतिरोध देगा तो हमारे पास है Va इक्वल टू IaRa प्लस Eb या दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं Eb इक्वल टू Va माइनस IaRa इसे हम फिर से लिख सकते हैं KIf ओमेगा या k डेश phi ओमेगा जो Va माइनस मैं Ia को टॉर्क डिवाइडेड बाय k phi लिख सकता हूं तो चलिए इसे हम ऐसे लिखते हैं टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डिवाइडेड बाय k phi मल्टीप्लायड बाय Ra यह मुझे सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर के लिए टॉर्क स्पीड रिलेशनशिप देगा तो यह इक्वेशन एक सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर की टॉर्क स्पीड का संबंध बताती है यह एक मशीन जो मोटर की तरह काम कर रही है उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशंस है इसे मैं k डेश लिख सकता हूं यह k डेश बैक EMF कांस्टेंट या टॉर्क कांस्टेंट है तो अब मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं ओमेगा इक्वल टू Va डिवाइडेड बाय k डेश phi माइनस Ta डिवाइडेड बाय k डेश phi स्क्वायर मल्टीप्लायड बाय Ra तो यह हमें सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर के लिए टॉक और स्पीड का संबंध देगा और अगर मैं फ्लक्स को कांस्टेंट रखना चाहता हूं क्योंकि यह एक सेपरेटली एक्साइटिड मोटर है हमारा फील्ड करंट पर पूरी तरह से नियंत्रण है क्योंकि इसे हम एक इंडिपेंडेंट सप्लाई द्वारा दे रहे हैं अगर हम यह माने कि हम फ्लक्स की रेटेड वैल्यू रख रहे हैं या फील्ड करंट को रेटेड वैल्यू पर रख रहे हैं तो उस वैल्यू पर यह कांस्टेंट होगा यह कांस्टेंट वैल्यू होगी तो मैं यह सीधे तौर पर कह सकता हूं कि आर्मेचर रसिस्टेंस में बदलाव करके हम उस स्पीड को हासिल कर सकते हैं जिसे हम एक दी गई वोल्टेज और दी गई टॉर्क पर चाहते हैं मैं एक उदाहरण दे रहा हूं मान लेते हैं कि डीसी मोटर एक एलिवेटर को चला रही है मशीन द्वारा उत्पन्न की गई टॉर्क कांस्टेंट रहेगी इसका मतलब यह है कि हम मशीन को किसी भी rpm या किसी भी स्पीड पर चला सकते हैं अब उससे यह है कि हम आर्मीज रसिस्टेंस मैं बदलाव करें या बाहर से आर्मी चेयर सर्किट में रसिस्टेंस को जोड़ें अगर हम चाहते हैं तो इसके साथ हमेशा आर्मेचर सर्किट में रसिस्टेंस को जोड़ सकते हैं अगर मैं आर्मेचर सर्किट में रसिस्टेंस जोड़ता हूं तो इस इनोवेशन में यह Ra प्लस Rexternal हो जाएगा तो जब मैं आर्मेचर सर्किट में रसिस्टेंस जोड़ता हूं तब हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमें स्पीड में बदलाव नजर आएगा जबकि टॉर्क वही रहेगी तो इससे हमें पता चलता है कि हम मूल रूप से स्पीड में बदलाव करने के लिए आर्मेचर रसिस्टेंस को किसी बाहरी रसिस्टेंस का इस्तेमाल कर उसमें बदलाव ला सकते हैं इंटरनल रसिस्टेंस के साथ हम कुछ नहीं कर सकते वह निश्चित है तो किसी एक्सटर्नल रसिस्टेंस उपयोग कर हम स्पीड को नीचे ला सकते हैं यह संभव है क्योंकि दी गई टॉर्क की किसी वैल्यू पर यह स्पीड में कमी लाएगा इससे हमें पता चलता है कि आर्मेचर के एक्सटर्नल रसिस्टेंस में बदलाव कर हम स्पीड को नियंत्रित करने में सक्षम है यह स्पीड नियंत्रण का एक तरीका है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे यह डीसी मोटर के संदर्भ में एक सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है जो हमें बताता है कि हम किसी दी गई टॉर्क की वैल्यू पर आर्मेचर रसिस्टेंस में बदलाव कर स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं हो सकता है कि कई मोटर्स में सेपरेट एक्साइटेशन के स्थान पर परमानेंट मैग्नेट हो यह एक सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर की ही तरह है जिसमें एक्साइटेशन कांस्टेंट है अगर हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स पहले से ही मौजूद है क्योंकि यह एक मैग्नेटिक मटेरियल हैयह एक निश्चित मात्रा में एक्साइटेशन देगा जिसे आप देख सकते हैं कि यह एक सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर की तरह व्यवहार करेगा लेकिन इसमें एक्साइटेशन कांस्टेंट होगी साथ ही साथ इस स्थिति में हम If स्क्वायर Rf लॉसेस को नजरअंदाज कर सकते हैं इसमें किसी तरह का If स्क्वायर Rf लॉसेस नहीं होंगे जो इसका प्रमुख लाभ है तो नहीं कह सकता हूं कि मूल रूप से परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर और सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर दोनों एक जैसा ही व्यवहार करते हैं और इनमें शायद ही कोई अंतर है केवल एक चीज के कि इसमें हम एक्साइटेशन मैं बदलाव नहीं कर सकते सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर की स्थिति में हम एक्साइटेशन मैं बदलाव कर सकते हैं लेकिन परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में हम इसको नहीं बदल सकते तो अगला जिसकी हम चर्चा करेंगे जिसे मैं अभी शुरू नहीं कर रहा हूं लेकिन इसके बाद हम शंट डीसी मोटर डीसी सीरीज मोटर के बारे में चर्चा करेंगे और हम कंपाउंड मोटर को भी देखेंगे तो कंपाउंड के अंदर यह स्वाभाविक है कि हम डिफरेंशियल और क्यूम्यूलेटिव दोनों को ही देखेंगे और उसके बाद हम स्पीड टॉर्क करैक्टेरिस्टिक्स बनाएंगे इन सभी मोटर्स के लिए हम प्रत्येक मोटर के लिए स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक के संबंध को प्राप्त करेंगे